नमस्कार मैं जयंत चटर्जी हूं और हम प्रबंध सेवाओं के विभिन्न पहलुओं और कई समकालीन मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं जो अब जटिलताएं चुनौतियां पैदा कर रहे हैं और हम सेवा व्यवसायों के क्षेत्र में उन्हें कैसे जवाब दे रहे हैं हम अपने अंतिम विषय को जारी रख रहे हैं जो सेवा प्रक्रिया की गहरी समझ है सेवा स्पर्श बिंदुओं में सेवा प्रवाह का प्रबंधन करने के लिए उपयोग किए जा सकने वाले ज्ञान का निर्माण साथ में वे सेवा प्रक्रिया का गठन करते हैं तो संचार ग्राहक शिक्षा पदोन्नति सेवा जटिलताओं के संदर्भ में सेवा प्रक्रिया की बेहतर समझ के लिए आदान प्रदान है और बेहतर पदोन्नति ग्राहक शिक्षा और संचार इंटैंगिबिलिटी विषमता अविभाज्यता और सेवा की अस्पष्टता द्वारा पोस्ट की चुनौतियों का जवाब देने के तरीके हैं इन बिंदुओं पर हमने चर्चा की है कि अमूर्तता को दूर करने के लिए हम मूर्त संकेतों का उपयोग करते हैं उन विभिन्न यादों को याद करते हैं जिन्हें हमने कूरियर कंपनियों पर देखा है जहाँ उनके उपकरण उनके लोग उनकी वर्दी उनकी उत्सुकता उनकी विशेषज्ञता सभी को मूर्त संकेतों को उजागर करने के लिए मूर्त संकेतों के रूप में रेखांकित किया गया है वे जो सेवा प्रदान कर रहे हैं या उदाहरणों के लिए रूपकों का उपयोग या आप जैसे बयानों का उपयोग अच्छे हाथों में है अधिकांश स्वास्थ्य देखभाल या शिक्षा और इस तरह के जटिल विश्वसनीयता आधारित सेवाओं में एक बहुत लोकप्रिय बयान है तो ये रूपक एक तरह से यह मूल्य प्रस्ताव बनाते हैं जो प्रकृति में सार्वभौमिक हैं और एक स्वैग में जाएं ग्राहक मन का एक सकारात्मक ढांचा तैयार करते हैं जो पूरी प्रक्रिया को बेहतर तरीके से महसूस करने में मदद करता है और अंत में थोड़ा अधिक संतुष्ट महसूस करता है यह अच्छी मूर्त भावना है जो कि अमूर्त से उत्पन्न करने का हमारा उद्देश्य है सेवाएं यह मित्तल और बेकर का एक अच्छा शोध निर्माण है यह 2002 में प्रकाशित हुआ था यह दर्शाता है कि सेवा व्यवसाय में सेवा संचार या संचार हमने यहां कैसे उपयोग किया है या लेखक ने कहा है कि विज्ञापन रणनीतियों का उपयोग करें लेकिन वास्तव में आप आसानी से देख सकते हैं कि यह पूरी तरह से संचार संभावनाओं पर लागू होगा जो हमें अमूर्तता को दूर करने में मदद कर सकता है इसलिए उदाहरण के लिए सेवाओं की व्यापकता की समस्या हम किसी विशेष सेवा के भौतिक भाग को उजागर करने के लिए सिस्टम प्रलेखन प्रदर्शन प्रलेखन का उपयोग कर सकते हैं तो ये स्वास्थ्य देखभाल सुविधा के लिए या शैक्षिक सुविधा के लिए आपके विवरणिका की तरह होंगे इसलिए आप उद्देश्यपूर्ण रूप से भौतिक प्रणाली की क्षमता दस्तावेज़ और पिछले प्रदर्शन के आँकड़ों का हवाला देते हैं आदि क्योंकि आप किसी भी सूची या विवरणिका को देखेंगे जो आप सेवा सुविधा के लिए लेते हैं ये सुविधाएँ होंगी आप गैर खोज के लिए देखेंगे जैसा कि हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी इसका मतलब यह है कि गैर खोज क्षमता का मतलब है कि कई अवधारणाएं जो आप सेवा के गुणों या संपत्तियों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं वे सार हैं और इसलिए उन्हें फिर से महसूस नहीं किया जा सकता है या स्पर्श नहीं किया जा सकता है तो आप एक वैकल्पिक तंत्र बनाते हैं जिसे आप स्पर्श कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप प्रलेखन की एक पूरी श्रृंखला बनाते हैं आप प्रतिष्ठा उन्मुख रेफरल प्रलेखन देते हैं ऐसे लोगों का प्रशंसापत्र देते हैं जो पहले से ही सेवा का उपयोग कर चुके हैं और अच्छा महसूस करते हैं तो इसीलिए आप देखेंगे कि शिक्षण संस्थानों के ब्रोशर में पूर्व छात्रों के कथन होंगे उन लोगों के कथन होंगे जिन्होंने उस संस्थान से छात्रों को भर्ती किया है ये सभी अलग अलग प्रकार के प्रशंसापत्र हैं जिन्होंने प्रतिष्ठा का निर्माण किया है या हम विभिन्न एपिसोड रिकॉर्ड कर सकते हैं इसलिए सभी विभिन्न प्रकार की ई कॉमर्स सेवाएं जो अब हमारे चारों ओर हैं जब उन्हें टेलीविजन पर प्रचारित किया जाता है तो आप उस सेवा की अमूर्तता या विभेदक अमूर्तता को देखेंगे जिसे मैं ई सेवाओं के भौतिक रूप में मानूंगा सेवाओं को विभिन्न प्रकरणों के माध्यम से दर्शाया गया है कभी कभी सुविधा को उजागर करने के लिए हास्य के छोटे से स्पर्श के साथ जिसे आप किसी भी समय ऑर्डर कर सकते हैं कि आपको समय पर डिलीवरी मिलेगी यदि आपको जूतों की जोड़ी अच्छी तरह से फिट नहीं होने की कोई चिंता नहीं है तो आप आसानी से लौटा सकते हैं इन सभी को एपिसोड के माध्यम से समझाया गया है इसलिए कई बार ये विज्ञापन वास्तव में लगभग एक टीवी धारावाहिक की तरह होते हैं वे एक के बाद एक जुड़े हुए तरीके से चलते हैं दोनों में अमूर्तता के साथ साथ जटिलताओं के प्रति प्रतिक्रिया का संचार करने की कोशिश करते हैं जैसे मैं स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के बारे में चर्चा कर रहा था और अक्सर जिसे हम मानसिक अशुद्धता कहते हैं इसका मतलब है बहुत जटिल सेवा की सभी बारीकियों को समझने में असमर्थता इसलिए उन सभी विवरणों में जाने के बजाय या गणना की गई टोमोग्राफी कैसे की जाती है आप मामले के इतिहास में जाते हैं ग्राहकों के मन में आश्वासन पैदा करने के लिए सेवा की खपत का एक एपिसोड कि यह एक अच्छा गैर आक्रामक तरीका है आपके दिल की कार्यप्रणाली या आपकी रक्त प्रणाली या अगर धमनी रुकावट या आदि की समझ इसलिए यह अच्छी तरह से समझा जाता है यदि हम कुछ वास्तविक मामलों को देखते हैं जैसे ये एक अमूर्त चीज से संबंधित संचार से छवियां हैं जो एक पर्यटन अनुभव यात्रा और पर्यटन अनुभव एक बड़ा सेवा उद्योग है वास्तव में अनुभवों की अनूठी श्रृंखला के वितरण पर पूरी तरह से निर्भर है और उजागर करने के लिए कुछ दस्तावेज होंगे जैसे कितने दिन कितनी रातें किस तरह के होटल और इसी तरह दिन प्रतिदिन कार्यक्रम लेकिन इसे उजागर करने के लिए शक्तिशाली छवियों विशद छवियों रूपकों अनुष्ठानों द्वारा पूरक किया जाएगा इसी तरह उदाहरण के लिए यह मेडिकल टूरिज्म का बढ़ता व्यवसाय है यह भारत के कुछ राज्यों द्वारा जैसे केरल की तरह पेश किया जाने वाला एक प्रमुख सेवा व्यवसाय बन गया है स्वास्थ्य के लिए कुछ पुरानी बीमारियों को दूर करने के लिए और इस तरह की अनूठी सेवाओं की एक श्रृंखला दुनिया भर से लोग आते हैं इसमें शामिल प्रक्रियाएं विज्ञान शामिल हैं प्रक्रियाएं इसके बजाय ब्रोशर हो सकते हैं हो सकते हैं अवरोही ग्राहक के लिए कैटलॉग हो जो सभी विवरण जानना चाहते हैं लेकिन अधिकांश लोगों के लिए हम छवियों का उपयोग करेंगे हम रूपकों का उपयोग करेंगे हम अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति या मानसिक अभेद्यता या अमूर्तता का मुकाबला करने के लिए उपयोग करेंगे हम अभिव्यक्ति भौतिक एपिसोड का उपयोग करेंगे जहां आपको तुरंत लगता है कि यह अच्छा होगा अन्य लोगों ने भाग लिया है इसमें विज्ञान और विरासत शामिल है इसलिए संचार के एक ज्वलंत सेट को बनाने के लिए रूपकों की छवियों का उपयोग करें जो गैर खोज सामान्यता अमूर्तता और इस अभेद्यता के बारे में उन प्रमुख मुद्दों की समस्या का समाधान करते हैं ऐसी सेवाएँ हैं जहाँ इन दिनों आप उन सेवाओं को मानते हैं जिन्हें आप चिकित्सा पर्यटन या अन्य अविश्वसनीय भारत प्रकार के पर्यटन के लिए देखते हैं ऐसी सेवाएं हैं जो मशीनों द्वारा प्रदान की जाती हैं वे स्वयं सेवा प्रौद्योगिकी एसएसटी एटीएम के माध्यम से एक ज्ञात वर्ग सेवा के रूप में हैं हवाई अड्डे पर स्वयं जाँच मशीनें उदाहरण हैं यहां प्रक्रिया के सफल प्रदर्शन के लिए भी संचार और संवर्धन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए यहां वास्तव में इसे पदोन्नति या विज्ञापन कहने के बजाय हम इसे ग्राहक शिक्षा कहते हैं तो स्पष्ट रूप से स्वयं सेवा में ग्राहक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ग्राहक कई तरह से सेवा प्रदाता बन जाता है और वह प्रदान की गई प्रणाली के साथ मिलकर सेवा बनाता है तो फायदे स्पष्ट हैं कि चेकिंग काउंटर पर बहुत जटिल लंबे इंतजार के बजाय आप वास्तव में सेल्फ चेकिंग सुविधा से गुजर सकते हैं और इसे कुछ ही मिनटों में प्राप्त कर सकते हैं या बैंक टेलर पर पहुंचने के लिए अपने बैंक से लंबी कतार में इंतजार करने के बजाय या अपने गांव से अगले गांव तक पांच किलोमीटर की यात्रा करने के बजाय आप एटीएम का उपयोग करते हैं आप सेल्फ चेकिंग मशीन का उपयोग करते हैं लाभ स्पष्ट हैं लेकिन ग्राहक इस सेवा प्रदर्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है यह सेवा सह निर्माण का एक अच्छा उदाहरण है लेकिन प्रत्येक सफलता के लिए आपको पदोन्नति की आवश्यकता होती है केवल इस मामले में हम इसे पदोन्नति नहीं कहते हैं हम इसे ग्राहक शिक्षा ग्राहक प्रशिक्षण कहते हैं तो बस कई अन्य प्रकार की सेवाओं के लिए सेवा कर्मियों का निरंतर प्रशिक्षण और विकास एक महत्वपूर्ण रणनीति होगी इस प्रकार की सेवाओं में ग्राहक को शिक्षित करना ग्राहक को प्रशिक्षित करना ग्राहक को सूचित रखना सफलता के लिए इनपुट करना महत्वपूर्ण होगा इसलिए किसी भी मामले में जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेवा प्रक्रिया के सफल समापन के लिए कर्मचारियों और ग्राहकों दोनों के लिए एक सफल प्रचार ग्राहक शिक्षा संचार ज्ञान प्रवाह तंत्र का निर्माण करना आवश्यक है जो अगर सही तरीके से किया जाता है तथाकथित IHIP समस्याएं अमूर्तता विषमता अविभाज्यता और भंगुरता इसलिए हम यह कहते हुए निष्कर्ष निकालते हैं कि एक वर्ग सेवा के आउटलेट और फ्रंट लाइन के कर्मचारियों के लिए और दूसरे वर्ग के लिए स्वयं सेवा वितरण बिंदुओं के लिए ग्राहक प्रशिक्षण दोनों प्रक्रिया और पदोन्नति के बीच आवश्यक संलयन के उदाहरण हैं अब इसे सही ढंग से करने के लिए कुछ तकनीकें और कुछ प्रौद्योगिकियां हैं इसलिए हम इसे प्रक्रिया का दृश्य कहते हैं मैंने इसके बारे में पहले जो विज़ुअलाइज़ेशन की बात की थी उस समय मैंने इसे एक फ्लो चार्ट कहा था मैं अब इस संबंध में कुछ अन्य शब्दावली का उपयोग करूँगा जैसे कि शब्दावली ब्लू प्रिंट या प्रोसेस मैप वे सभी तरह के दृष्टिकोण को समान करते हैं जो सेवा स्पर्श बिंदुओं और सेवा प्रवाह का दृश्य है इसलिए उदाहरण के लिए यह मानसिक उत्तेजना प्रसंस्करण सेवा का एक उदाहरण है आप में से कुछ ने पिछले सत्र से एक सवाल उठाया है कि मानसिक उत्तेजना प्रसंस्करण और सूचना प्रसंस्करण में क्या अंतर है मैं इस प्रवाह चार्ट का उपयोग उस संदेह को स्पष्ट करने के लिए कर रहा हूं तो मानसिक उत्तेजना प्रसंस्करण उदाहरण के लिए है मौसम का पूर्वानुमान तो प्रवाह चार्ट आप टीवी पर चालू करते हैं मौसम पूर्वानुमान चैनल का चयन करते हैं और मौसम पूर्वानुमान की प्रस्तुतियों को देखते हैं और तय करते हैं कि हम कल और पिकनिक के लिए जाएंगे या नहीं लेकिन अगर इस सेवा को प्रदान करने के लिए पृष्ठभूमि है तो यह फ्रंट लाइन है यह सेवा का दृश्य भाग है और लाइन के पीछे हमारे पास मौसम डेटा विभिन्न प्रकार के मौसम पूर्वानुमान मॉडल में डेटा का इनपुट और बनाने का संग्रह है प्रस्तुति सामग्री जो आप देख रहे हैं इसलिए इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें स्पर्श बिंदुओं को समझना होगा हमें सभी पृष्ठभूमि प्रक्रियाओं को समझना होगा और एक अच्छी सफल सेवा आवृत्ति बनाने के लिए इस पूरी चीज़ को एक प्रणाली के रूप में समझना होगा आपको ग्राहक को कुछ तकनीकी पहलुओं से संवाद करने की आवश्यकता होगी ताकि ग्राहक उस प्रस्तुति को बारिश की दर या आर्द्रता की तरह समझे और यह बारिश की संभावना के साथ संबंध है आदि उन चीजों को जिनसे आपको संवाद करना है फिर यह पूरी चीज एक अच्छी सेवा प्रदर्शन एक संतोषजनक सेवा प्रदर्शन बन जाएगी दूसरी ओर यदि मान लें कि यह एक सूचना संसाधन स्वास्थ्य बीमा है तो उपरोक्त रेखा से आप विकल्प चयन योजना बीमा योजना भुगतान के बारे में जानेंगे और बीमा कवरेज शुरू होगा और आपको कुछ दस्तावेज मिलेंगे आदि के पीछे लाइन बैकग्राउंड ऐसी क्रियाएं होंगी जैसे आपकी कंपनी के साथ या आपके विश्वविद्यालय के साथ नियमों और शर्तों के बारे में कुछ समझौते होंगे ग्राहक की जानकारी डाटा बेस में दर्ज की जाएगी इसलिए यहां फिर से संचार और ज्ञान का कुछ आदान प्रदान होगा और इस तरह वास्तव में सेवाका अच्छा प्रदर्शन किया जाएगा इसके बजाय इस रैखिक या बहु स्तरीय प्रवाह आरेख या जिसे हम प्रक्रिया मानचित्र या प्रवाह चार्ट या सेवा ब्लू प्रिंट कहते हैं का उपयोग करते हैं इन दिनों हम कुछ एनिमेटेड ब्लू प्रिंट का भी उपयोग करते हैं जहाँ आप तथाकथित इमोटिकॉन्स का उपयोग करके यह दिखा सकते हैं कि क्या सेवा सकारात्मक अनुभव थी या क्या सेवा इतनी सकारात्मक और इतने पर नहीं थी इसलिए इन दिनों चित्रण के विभिन्न तरीके हैं और यह वास्तव में आपके मोबाइल फोन या स्मार्ट फोन पर अक्सर एनिमेटेड हो सकता है और इसलिए सेवा ब्लू प्रिंट के प्रमुख घटक जो आपको प्रक्रिया और प्रचार या संचार को संतुलित करने में मदद करते हैं और चुनौतियां ये हैं यह वास्तव में दिखाता है कि कैसे आप यहां देख सकते हैं कि यह पूरा प्रवाह कैसा हो रहा है तो लगभग इस प्रस्तुति में एस की तरह इसलिए फ्रंट स्टेज गतिविधियों के लिए मानक परिभाषित करें भौतिक साक्ष्य निर्दिष्ट करें स्पर्श बिंदुओं पर सिद्धांत ग्राहक कार्यों की पहचान करें बातचीत की रेखा और इसलिए यह सामने का चरण है और फिर दृश्यता की इस रेखा के पीछे हमारे पास पीछे का चरण है और पूरी चीज एक साथ बनती है जिसे हम सेवा ब्लू प्रिंट सेवा प्रवाह चैट या सेवा मानचित्र कहते हैं और इस नक्शे की यह समझ आवश्यक है क्योंकि ये स्पर्श बिंदु इस ब्लॉक की समझ हैं जो हमें बताएंगे कि अलग अलग IHIP विशेषताएँ क्या हैं और उन IHIP विशेषताओं को प्रबंधित करने के लिए हमारी प्रतिक्रियाएँ क्या होनी चाहिए इसलिए दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु मुझे लगता है कि मुझे यह उल्लेख करना चाहिए कि यह हमारी मदद भी करता है और मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा जब मैं सेवा कार्यों में आता हूं तो यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कौन सी अन्य अड़चनें हैं और कहां विफलता हो सकती है और विफलता की गंभीरता और घटना की संभावना हो सकती है तो हम कुछ का उपयोग कर सकते हैं जिसे हम FMEA विश्लेषण विफलता मोड प्रभाव विश्लेषण कहते हैं और हम एक संख्या द्वारा प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जो मूल रूप से कुछ भी नहीं है लेकिन एक उत्पाद है घटना की संभावना और गैर पहचान की संभावना और गंभीरता तो इस तरह के मानचित्र हमें अड़चन के साथ साथ संभावित विफलताओं के बारे में बताते हैं फिर हमें सुधारने में मदद करेंगे तो ब्लू प्रिंट को किसी रेस्तरां की तरह की कुछ श्रृंखलाओं में भी दर्शाया जा सकता है पहला जहां आप वास्तव में बुकिंग करते हैं और हम रेस्तरां में पहुंचते हैं अधिनियम 1 हो सकता है अधिनियम 2 वह जगह हो सकती है जहां आप भोजन कर रहे है और अधिनियम 3 की प्रक्रिया आपके बिल और सब कुछ के बाद एक प्रस्थान हो सकती है इसलिए इसे हम एक नाटक के रूप में भी देख सकते हैं और तदनुसार हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि विभिन्न प्रकार की भूमिका और स्क्रिप्ट सिद्धांतों को कैसे लागू किया जा सकता है इसलिए विफल बिंदुओं की पहचान करें हम पहले से ही इस पर चर्चा करते हैं असफल सुरक्षित सुविधाओं का निर्माण करते हैं और मानक और लक्ष्यों का निर्माण कि हम कितने मिनट में आरक्षण का अनुरोध चाहते हैं हमने कंप्यूटर की सहायता से या किसी रेस्तरां में चिकन तंदूरी की थाली परोसने में औसतन कितने मिनट लगते हैं या बिल की प्रक्रिया में कितने मिनट लगते हैं इसके बाद ग्राहक संकेत ये सभी हैं कि क्या यह एक रेस्तरां है चाहे आप अपने डिस्चार्ज बिंदु पर होने के बाद नर्सिंग होम में हों यह सारी प्रक्रिया समझ और लक्ष्य को निर्धारित करती है इसलिए 24 घंटों में सभी आवेदनों का 80 प्रतिशत संसाधित किया जाएगा और मेरा मतलब है कि उदाहरण के लिए कॉलेज प्रवेश के लिए इसलिए हम मानचित्र बनाते हैं कि हम असफल बिंदुओं को समझते हैं हम एक अड़चन बिंदुओं को समझते हैं हम मानक स्थापित करते हैं ताकि कोई विफलता सेवा विफलता न हो इसलिए यह कोई सेवा अड़चन नहीं है और हम देखते हैं कि माप जारी है हम उन मानकों के संबंध में कैसे कर रहे हैं इसलिए यह एक तरह से सेवाओं द्वारा पोस्ट की गई जटिलताओं और चुनौतियों के लिए हमारी प्रतिक्रिया तंत्र है हम भविष्य के सत्रों में इन निरंतर सफलता को प्राप्त करने के हमारे तरीकों को अधिक से अधिक समझाएंगे जब हम समझते हैं कि क्षमता और मांग के बीच पारंपरिक या बारहमासी बेमेल के कारण इनमें से कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो हम इसे कैसे प्रबंधित करते हैं सेवा की अमूर्त प्रकृति और इसलिए हम सेवा की गुणवत्ता कैसे स्थापित करते हैं हम उत्पादकता और गुणवत्ता के बीच विरोधाभास को कैसे समझते हैं ये सभी हमें इस बारे में और ज्ञान देंगे कि हम सफलता गवाही संदर्भ ग्राहक वकालत कैसे बना सकते हैं इसलिए कि हमारी सफलता जारी है हम एक पाँच सितारा सेवा बनाने में सक्षम हैं और यह समझना महत्वपूर्ण है कि सेवा उत्कृष्टता एपिसोडिक नहीं है यह एक जारी सिस्टम दृष्टिकोण है जो केवल इसका उत्पादन कर सकता है इसलिए यही कारण है कि सेवा व्यवसाय में हमें इस पिरामिड का दावा करना होगा जहां सेवा उपभोक्ता के साथ संबंध की प्रकृति से हमें एक गहरा संबंध बनाना होगा इसलिए लेन देन से लेकर संबंध तक लेकिन सफलता के लिए इस निरंतर सफलता के लिए हमें संबंध से आगे जाने की जरूरत है हमें ग्राहक वकालत बनाने की जरूरत है ग्राहक फिर आपका सह विपणन बन जाता है तो ग्राहक की भूमिका के रूप में आप सेवा के सह निर्माता और सेवा के सह बाज़ारिया के रूप में कुछ दिलचस्प विषय होंगे जिन्हें हम बाद के सत्र में उठाएंगे